उद्यमिता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों ने पारंपरिक रूप से कुछ कार्य शुरू किए हमारे लिए यह समझना स्पष्ट है कि किसी विश्वविद्यालय का उद्यमशीलता कार्य या जिसे हम एक उद्यमी विश्वविद्यालय कहते हैं जिसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय एक उद्यमी की भूमिका का निर्वहन कर रहा है या विश्वविद्यालय उद्यमी बनने के लिए जिस गतिविधि का स्रोत या आधार बन रहा है वह पारंपरिक रूप से वहां नहीं थी विश्वविद्यालय के पारंपरिक कार्य शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित हैं इसलिए यदि आप देखें कि विश्वविद्यालय कैसे विकसित हुए हैं और जब हम विश्वविद्यालय का संदर्भ देते हैं तो हम विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों को भी संदर्भित करते हैं यदि आप देखते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के कार्य समय की अवधि में कैसे विकसित हुए हैं तो आप कुछ कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें हम पुराने या पारंपरिक कार्यों के रूप में कह सकते हैं या संदर्भित कर सकते हैं और हम कुछ नए और उभरते कार्यों को भी देख सकते हैं अब हम देखेंगे कि ये नए कार्य क्यों आए हैं लेकिन पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था या हमारे पास पहले से उच्च शिक्षण संस्थान क्यों थे एक विश्वविद्यालय के पारंपरिक कार्य को मोटे तौर पर दो चीजों के तहत पकड़ा जा सकता है जो वे करते हैं विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं और वे शोध करते हैं अब शिक्षण कार्य ने ज्ञान को फैलाने के एक तरीके के रूप में शुरू किया और वास्तव में लोग विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दाखिला लेते हैं कोई तर्क कर सकता हैकि अनुसंधान एक सहायक कार्य के रूप में या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण सामने आया तो आप देखेंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय के क़ानून या स्थापना अधिनियम में इस कारण का उल्लेख किया जाएगा कि विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया था अगर आप भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने वाले क़ानून को देखें तो आप पाएंगे कि यह सीखने की उन्नति और ज्ञान के प्रसार को संदर्भित करता है इसलिए यह उन विश्वविद्यालयों में है जो आप पाएंगे कि अधिनियम या क़ानून या संस्थान को स्थापित करने वाले दस्तावेज़ सीखने की प्रगति और ज्ञान का प्रसार इन दो कार्यों को करने के लिए संदर्भित करेंगे शिक्षण कार्य ज्ञान के प्रसार से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि एक शिक्षक एक कक्षा में जो कुछ भी करता है उसे पढ़ाने में ज्ञान का प्रसार होता है ज्ञान का प्रसार से हम पहले से मौजूद ज्ञान का प्रसार मान सकते हैं कि वे सीखने की उन्नति के एक घटक के रूप में भी होंगे लेकिन हम इस व्याख्यान के उद्देश्य के लिए हम अनुसंधान के दूसरा कार्य की बात करेंगे हम जानते हैं कि अनुसंधान शिक्षण से बहुत अलग है शोध में नया ज्ञान बनाने का एक प्रयास होता है और जब हम कहते हैं कि नया ज्ञान बनाने का प्रयास है तो शोध के माध्यम से ज्ञान की उन्नति होती है इसलिए यदि आप ज्ञान की उन्नति या सीखने की उन्नति को देखते हैं तो हम मोटे तौर पर विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्य से जुड़ सकते हैं यही कारण है हम यह विश्लेषण कर रहे हैं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 पेटेंट तभी दिया जाता है जब कोई तकनीकी उन्नति हो और तकनीकी उन्नति पूर्व कला या पूर्व ज्ञान के लिए की जाती है इसलिए हम अनुसंधान में जो हो रहा है उससे आसानी से संबंधित हो सकते हैं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

इसी तरह पेटेंट तभी दिए जाते हैं जब मौजूदा तकनीक की उन्नति होती है और पेटेंट पारलेंस में यही बात होती है जिसे हम आविष्कारशील कदम कहते हैं एक कदम है आप एक छलांग भी लगा सकते हैं एक ज्ञान की पर्याप्त उन्नति के लिए एक पेटेंट दिया जा सकता है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 इसलिए अनुसंधान पथ नए ज्ञान का निर्माण कर सकता है और यह नया ज्ञान वह है जो हम शिक्षण पथ की उन्नति के लिए बाँध सकते हैं जो हम आमतौर पर विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने वाले क़ानूनों में पाते हैं हम जानते हैं कि एक विश्वविद्यालय के प्राथमिक कार्य में शिक्षण और अनुसंधान शामिल हैं और अनुसंधान में नए ज्ञान के निर्माण की क्षमता है जिससे नए उत्पादों और नई सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि अनुसंधान में नए ज्ञान बनाने की क्षमता हैनया ज्ञान यदि वह छोड़ दिया जाता है तो नए उत्पादों और सेवाओं में परिणाम नहीं हो सकता है इसलिए यह किया जाना चाहिए इसलिए आप नए ज्ञान को एक बुनियादी ज्ञान के रूप में समझते हैं इस बुनियादी ज्ञान को उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करने के लिए किए जाने के लिए अपलायिड रिसर्च की आवश्यकता है जब नया ज्ञान उत्पादों और सेवाओं में प्रकट होता है लोग इसे खरीदते हैं और उपयोग करते हैं तो हमें बौद्धिक संपदा द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होती है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 इस प्रकार यह एक विश्वविद्यालय का नया कार्य है जिसे हम उद्यमशीलता कार्य कहते हैं अपने मौजूदा प्राथमिक कार्यों में से एक से बंधा हुआ है एक विश्वविद्यालय को उद्यमी होने के लिए जो नया कार्य करना पड़ता है वह उद्यमशीलता गतिविधि के लिए एक क्षेत्र स्थापित करना और यह स्वयं उद्यमशीलता गतिविधि में संलग्न होना हो सकता है लोगों के ख़रीदने के लिए नए उत्पादों और नई सेवाओं का निर्माण या नए उत्पादों और नई सेवाओं के निर्माण के लिए मदद या आधार बनाना भी एक उद्यमशीलता गतिविधि है इसलिए विश्वविद्यालय इस नव विकसित कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिसे हम उद्यमशीलता कार्य कहते हैं आप इसे इस तथ्य से सीधे संबंधित कर सकते हैं कि उत्पाद और सेवाएं अनुसंधान से बाहर आती हैं जो नए ज्ञान का उत्पादन करती हैं इसलिए यदि नए ज्ञान को अनुसंधान के माध्यम से बनाया जाता है और यदि उस नए ज्ञान को उत्पादों और सेवाओं के निर्माण में लागू किया जाता है तो आप उनकी रक्षा करने का एकमात्र तरीका बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उद्यमशीलता कार्य अनुसंधान के प्राथमिक कार्य से जुड़ा हुआ है और उद्यमशीलता कार्य तभी सार्थक होता है जब नए ज्ञान की रक्षा की जा सकती है यह एक चिंता पैदा कर सकता है कि सभी नए ज्ञान की रक्षा की जानी चाहिए यदि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल अनुसंधान के माध्यम से और प्रसार के लिए नया ज्ञान बनाना है और लाभ कमाना नहीं तो विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों और उसके मिशन के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है विश्वविद्यालय उस ज्ञान को प्रसारित करने पर ध्यान दे सकता है जो बिना किसी उद्यमी कार्य के बनाया जाता है लेकिन यदि विश्वविद्यालय का उद्देश्य नए ज्ञान को उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है या उन लोगों को सुविधा प्रदान करना है जो इसे उत्पादों और सेवाओं में बदलना चाहते हैंतो कभी कभी यह फ़ंडस प्रदान करने वालों द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है कुछ मामलों में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान के लिए आपको पेटेंट दायर करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए ऐसे मामलों में आपको यह देखना होगा कि आपका संस्थान नए ज्ञान की सुरक्षा कैसे कर सकता है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 यदि नए ज्ञान से उत्पन्न उत्पाद और सेवायें संरक्षित होने में सक्षम नहीं हैतो बाज़ार इन्हें नहीं छूएगा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 इसलिए जैसा कि हमने अभी अभी उल्लेख किया हैकि शोध उन चीजों की ओर जाता है जिन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और आईपीआर संरक्षण व्यावसायीकरण में मदद करता है व्यावसायीकरण कई तरीकों से हो सकता है विश्वविद्यालय की किसी के साथ साझेदारी हो सकती है या विश्वविद्यालय उद्योग में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत कर सकता है जो प्रौद्योगिकी का निर्माण और व्यवसायीकरण करती है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 तो आईपी केंद्र या एक आईपीआर केंद्र एक नोडल बिंदु है जो विश्वविद्यालय को अनुसंधान से निकलने वाले नए ज्ञान को पकड़ने में मदद करता है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से संरक्षित होता है और अनुसंधान से निकलने वाले उत्पादों के व्यावसायीकरण में मदद करता है इसलिए अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच आप आईपीआर के माध्यम से संरक्षण की परिकल्पना कर सकते हैं और ऐसा होने के लिए विश्वविद्यालय के पास आईपी केंद्र या आईपीआर केंद्र होना चाहिए इसलिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि व्यावसायीकरण लाइसेंस द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से हो सकता है विश्वविद्यालय एक प्रौद्योगिकी विकसित करता है और यह लाइसेंस उद्योग में सदस्यों को दिया जाता है व्यावसायीकरण ज्ञान के प्रसार या प्रसार के माध्यम से भी हो सकता है इसलिए विश्वविद्यालय ने कुछ ज्ञान का विकास किया और प्रसार किया और यह मुख्य रूप से मूल अनुसंधान को कवर करने वाले मामलों में हो सकता है तो व्यावसायीकरण का अर्थ है ऐसे मामलों में आप केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं ताकि अन्य लोग इस पर निर्माण कर सकें उत्पाद बना सकें अनुसंधान कर सकें और विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ आ सकें तो प्रसार भी व्यावसायीकरण है और तीसरा यह कि इनक्यूबेटिंग स्टार्टअप्सके माध्यम से आएगा अब प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कैसे होता है क्योंकि जब भी हम अनुसंधान के व्यावसायीकरण की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से होता है इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग एक शोध के लिए करते हैं यदि अनुसंधान को व्यवसायिक बनाने की आवश्यकता है तो विश्वविद्यालय में विकसित तकनीक को बाजार या उद्योग के खिलाड़ियों के पास जाना होगा तो हम इसे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण या अनुसंधान के व्यावसायीकरण कहते हैं वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में आईपी केंद्रों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय या प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग कार्यालय कहा जाता है तो इन शब्दों का प्रयोग परस्पर किया जाता है लेकिन हमें यहां यह समझने की जरूरत है कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण या शोध का व्यावसायीकरण एक विश्वविद्यालय की मदद कैसे करता है अब प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण या अनुसंधान के व्यावसायीकरण का उद्देश्य पहले यह हो सकता है कि जब शोध का व्यवसायीकरण किया जाता है तो यह आगे के अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सकता है क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि आने वाली वस्तुएं या उत्पाद और सेवाएं जो उनसे निकल सकती हैं एक शोध कुछ ऐसा है जो मूल्यवान होने जा रहा है जिसमें व्यावसायिक क्षमता है और कुछ ऐसा है जिसके लिए बाजार उपभोग करने के लिए तैयार है फिर वह स्वयं अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सकता है यह राजस्व में ला सकता है जिसके द्वारा यह आगे के अनुसंधान को निधि दे सकता है इसलिए यह एक और मॉडल है और हमने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में प्रभावी देखा है जहां अनुसंधान को व्यवसायीकरण से उत्पन्न धन को आगे के शोध के लिए विश्वविद्यालय में वापस खींच लिया जाता है और यह उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए संस्कृति भी निर्धारित कर सकता है ऐसे अध्ययन हैं जो इंगित करते हैं कि यदि कोई विश्वविद्यालय गंभीरता से तकनीक का हस्तांतरण करता है तो उनके लिए प्रतिभा को पहचानना और बनाए रखना बेहतर होता है इसलिए दिन के अंत में यह विश्वविद्यालय के लोग हैं जो इस शोध को करने जा रहे हैं इसलिए यह एक संस्कृति भी निर्धारित करता है जहां आप अच्छी प्रतिभा को आकर्षित कर सकते हैं और जो लोग विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं उनके साथ साथ अनुसंधान में भी करियर की प्रगति होगी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में अनुसंधान करने से एक सामाजिक कल्याण उद्देश्य है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा छुट्टी दे दी जाती है अन्यथा अनुसंधान के उत्पाद विश्वविद्यालय में ही रह सकते हैं इसलिए यह आर्थिक विकास में मदद करता है यह धन के वितरण और सामाजिक कल्याण के संबंध में चिंताओं को दूर करने में भी मदद करता है इसलिए इससे पहले कि प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित किया जा सके एक शर्त यह है कि विश्वविद्यालय को इन तकनीकों का निर्माण करना चाहिए ताकि यह शर्त हो इसलिए जब भी हम अनुसंधान की रक्षा के लिए एक संक्षिप्त रूप के रूप में आईपी या बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का उपयोग करते हैं तो हम यह मान रहे हैं कि ऐसा अनुसंधान हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता वाले उत्पाद और प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो अनुसंधान से निकलती हैं तो एक धारणा है कि अनुसंधान है जो मूल्यवान है और केवल अगर अनुसंधान है जो मूल्यवान है तो क्या इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है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 अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान के माध्यम से प्रमुख वित्त पोषण होता है अब एकजुट राज्यों के पास राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन या एनएसएफ है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वित्तपोषण से संबंधित है लेकिन यह चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को निधि नहीं देता है और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण के लिए उनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH है इसलिए मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का वित्तपोषण कुछ ऐसा है जो सरकार द्वारा किया जाता है NSF जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करता है अमेरिका में बुनियादी अनुसंधान और शिक्षा के वित्तपोषण की यह संस्कृति देश की विज्ञान नीति के कारण है जल्द ही विश्व युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि बुनियादी शोध से नई तकनीकों का निर्माण होगा और नई प्रौद्योगिकियों के निर्माण से नए उद्योगों का निर्माण होगा और नए उद्योगों से नई नौकरियां पैदा होंगी जिससे धन का सृजन होगा और अंततः अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में बनेगा या बना रहेगा तो आप देखेंगे कि यह कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान स्थिति को आधारभूत अनुसंधान के रूप में सरल से कुछ से जोड़ा गया था अब यदि आप भारत में पेटेंट अधिनियम को भी देखते हैं तो आप पाएंगे कि नए उद्योग नए उद्योगों के निर्माण के लिए नए उद्योग पेटेंट का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होना चाहिए आपको यह भाषा भारतीय पेटेंट अधिनियम में भी मिलेगी लेकिन इसके लिए विशेष रूप से एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में धन होना चाहिए और धन मुख्य रूप से सरकार से आना चाहिए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 संयुक्त राज्य अमेरिका में आईपीआर का स्वामित्व भी 1950 के दशक में एक चिंता का विषय था यह सरकार थी जो पेटेंट वित्त पोषित अनुसंधान से बाहर निकलती थी लेकिन 1970 और 80 के दशक में इस शोध के वाणिज्यीकरण के तरीके में बदलाव हुआ था अब यह काफी हद तक Bayh Dole अधिनियम नामक एक कानून के कारण था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में तकनीकी हस्तांतरण कार्यालय स्थापित करने की संस्कृति बनाई थी इसलिए यह वह अधिनियम था जिसने इसकी आवश्यकता थी भारत में वर्तमान में हम पाते हैं कि विभिन्न नियामकों जैसे यूजीसी एआईसीटीई और एनआईआरएफ जैसे कुछ रैंकिंग ढांचे हैं अब चाहते हैं कि संस्थानों के पास आईपी केंद्र हों या पेटेंट को बढ़ावा देने की संस्कृति हो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 पिछले दशक में एक समान अधिनियम पारित करने का प्रयास किया गया था लेकिन यह भारत में अमल में नहीं आया इसलिए टेक ट्रांसफर कार्यालयों ने दो नए काम किए जो पहले नहीं किए गए थे पहले बेह डोले अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को उद्योग के लिए आविष्कार करने के लिए आवश्यक किया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 इसलिए विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच की कड़ी जो पहले से ही थी लेकिन यह इस अधिनियम के माध्यम से मजबूत हुई जो पहला योगदान था दूसरे योगदान में आविष्कारकर्ताओं के साथ लाइसेंस आय साझा करने के प्रावधान में लाया गया अधिनियम था इसलिए विश्वविद्यालयों को इन आविष्कारों को लाइसेंस देने से होने वाली आय को साझा करने की आवश्यकता थी जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं यह उन प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं के साथ साझा करना आवश्यक था जिन्होंने उन शोध परियोजनाओं पर काम किया था अब इन दो चीजों को करने के लिए यह एक सरल मामला है कि एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत विश्वविद्यालय को आविष्कारों को उद्योग के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता है और साथ ही उन लोगों के बीच कुछ साझा करने की भी है जिन्होंने उस नई तकनीक के निर्माण में योगदान दिया है इसके लिए उन्हें एक IP केंद्र और संयुक्त राज्य अमेरिका में IP केंद्र की आवश्यकता होती है जिसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय कहा जाता है इसलिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय होने की संस्कृति के लिए एक आवश्यकता आई बायह डोल अधिनियम द्वारा एक वैधानिक आवश्यकता के साथ विश्वविद्यालयों को तकनीकी हस्तांतरण कार्यालय की आवश्यकता थी तो बौद्धिक संपदा नीति भी इन विश्वविद्यालयों के मिशन वक्तव्यों में अंतर्निहित थी और कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी बौद्धिक संपदा नीति भी बनाई इसलिए अब हम देखते हैं कि यह तथ्य क्या है कि विश्वविद्यालय उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं या वे एक नए कार्य का निर्वहन करते हैं उद्यमी कार्य को कहते हैं लेकिन यदि आप अभी एक कदम पीछे लेते हैं और इस तथ्य को देखते हैं कि एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रमुख धन वास्तव में सरकार द्वारा ही किया जाता है तो आप यह देख पाएंगे कि राज्य कभी कभी ही उद्यमी कार्य करता है इसलिए हमारे लिए यह देखना कठिन नहीं है कि अनुसंधान को किस तरह से वित्त पोषित किया गया है और यह तथ्य कि इस शोध को अब उद्योग के साथ टाई अप के साथ भी कमर्शियल किया जा सकता है और यह भी कि आविष्कारकों के साथ रॉयल्टी के माध्यम से आने वाले राजस्व को साझा करके जो इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और शोधकर्ता हो सकते हैं उद्यमिता की संस्कृति वास्तव में राज्य द्वारा ही निर्धारित की जाती है जब राज्य एक उद्यमी के रूप में कार्य करता है तो एक उद्यमशील राज्य है और हमने इस पर कुछ शोध किया है जिसमें एक पुस्तक है जिसे उद्यमी राज्य कहती है जो सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र के मिथकों पर बहस कर रही है यह प्रोफेसर मारियाना माज़ुकाटो द्वारा लिखित पुस्तक है जो विश्वविद्यालय लंदन में एक संकाय है उसने हाल ही में एक और पुस्तक भी लिखी है जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सब कुछ बनाने और लेने का मूल्य कहा गया है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिसने पिछले साल विभिन्न पुरस्कार जीते हैं अब प्रोफेसर मारियाना माज़ुकाटोस शोध का विषय यह है कि राज्य स्वयं एक उद्यमी राज्य है और राज्य मुख्य रूप से कई कार्यालयों के बिना इस कार्य को साकार करता है इसलिए हर बार राज्य एक जोखिमपूर्ण गतिविधि करता है जिसमें उसे नुकसान हो सकता है और यह लाभ भी दे सकता है कि राज्य वास्तव में अपने उद्यमशीलता समारोह का निर्वहन कर रहा है या कर रहा है अब जब राज्य के पास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बजट है और उस बजट को विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिया जाता है ताकि वे शोध करने के लिए कहें और फिर इन विश्वविद्यालयों को बताएं या इन विश्वविद्यालयों को फाइल पैटर्न के लिए प्रोत्साहित करें राज्य वास्तव में एक उद्यमी बन रहा है राज्य उन्हें अनुसंधान करने के लिए धन दे रहा है और इससे बाहर क्या आ सकता है राज्य विश्वविद्यालयों को उनका व्यवसायीकरण करने और इसे उद्योग के साथ साझा करने की अनुमति दे रहा है इसलिए यह कार्य जिसे हम विश्वविद्यालय का उद्यमशीलता समारोह कहते हैं वास्तव में राज्य के उद्यमशीलता समारोह से ही सामने आया था इसलिए उद्यमी राज्य को दीर्घकालिक विकास रणनीतियों का निर्माण करना चाहिए जो उद्यमी कार्य का एक हिस्सा है और इसे विफलताओं को भी गले लगाना चाहिए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 इसलिए राज्य अपनी निधि से यह जोखिम उठाते हैं कि वे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकते जो इससे बाहर आता है लेकिन साथ ही राज्य विफलता को गले लगाने की संस्कृति को निर्धारित करता है इसलिए जब राज्य निवेश करता है और जोखिम लेता है तो राज्य प्रोफेसर मरियाना का तर्क है कि राज्य को भी लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए अब वह एक तकनीक का एक उदाहरण देती है जिसका उपयोग एक iPhone में किया जाता है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा विकसित किया जाता है टच स्क्रीन से लेकर इंटरनेट के उपयोग से लेकर कई अन्य तकनीकों तक सही है और वह तर्क देती है कि हालांकि apple एक कंपनी लाभ कमाने में सक्षम थी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 इसलिए वह तर्क देती है कि कुछ लाभ वापस आना है यह कुछ ऐसा है जिसे विश्वविद्यालय भी देख सकते हैं अनुसंधान को कमर्शियल करने से होने वाले लाभ का क्या होता है क्या कोई घटक है जो राज्य में वापस जा रहा है या यह आगे के शोध के लिए विश्वविद्यालय में वापस आ रहा है या इसे शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के साथ साझा किया जा रहा है जो प्रौद्योगिकी के साथ आया था ताकि कुछ ऐसा हो जो आईपी नीति एक विश्वविद्यालय का हुक्म देगा और दूसरी बात जब यह विफल हो जाता है तो नुकसान को कवर करे इसलिए हर सफल परियोजना या अनुसंधान के हर सफल व्यावसायीकरण में इसकी आवश्यकता होती है यदि कोई योगदान है जो राज्य को वापस किया जाता है तो राज्य अपने नुकसान को कवर करने में सक्षम होगा जब भी इसके कुछ प्रयास विफल हो जाते हैं तो सब्सिडी सफल प्रौद्योगिकी की तरह है जो सफल नहीं होती हैं उन्हें सब्सिडी देती है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 तो यह भी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत भेजता है और इसे जनता का समर्थन मिलता है परंपरागत रूप से राज्य को न्यूनतम राज्य के रूप में देखा जाता है वे कहते हैं कि आप जानते हैं कि राज्य बाजारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा बाजार को स्वयं को विनियमित करना चाहिए और केवल चरम मामलों में जहां बाजार की विफलता है राज्य हस्तक्षेप करेगा एक फंडर होने के अलावा या बुनियादी अनुसंधान के लिए फंड देने के अलावा राज्य अलग अलग रचनाकारों की अलग अलग भूमिकाओं को उद्यमशीलता की स्थापना में भी विनियमित कर सकता है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 सरकारी निवेश ने अमेरिका में धन सृजन का काम किया और हमने देखा कि बुनियादी शोध में निवेश को किस तरह से देखा जाता है जो अमेरिका को एक महाशक्ति बनने में योगदान देता है राज्य की उद्यमशीलता गतिविधि का फोकस नवाचार के नेतृत्व में विकास पर होना चाहिए इसलिए जब राज्य बुनियादी अनुसंधान में निवेश कर रहा है या राज्य शिक्षा में निवेश कर रहा है यह वास्तव में तकनीकी विकास या नवाचार के विकास में निवेश कर रहा है और राज्य वास्तव में अब यह देख सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक भूमिका है जो निजी क्षेत्र से अलग है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमशीलता कर कटौती और तकनीकी मानकों को स्थापित करने के माध्यम से उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है लेकिन यह शोध के लिए धन देकर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों में एक शोध को भी आगे बढ़ाता है जबकि निजी क्षेत्र को उद्यमिता में एक नेता के रूप में देखा जाता है क्योंकि जब वे नवाचार के अनिश्चित चरण में होते हैंतो वे जोखिम लेने और प्रौद्योगिकियों में निवेश करते हैं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 इस तरह का हमें वर्तमान अनुसंधान जो राज्य के उद्यमशीलता कार्य पर सामने आ रहा है हमें बताता है कि राज्य द्वारा बुनियादी अनुसंधान और बुनियादी शिक्षा में अनुसंधान में बहुत अधिक मजबूत और पर्याप्त निवेश किया जाना है यदि केवल निवेश किया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुसंधान और गुणवत्ता अनुसंधान कर रहे हैं जिसके द्वारा वे नए ज्ञान हो सकते हैं जो उस शोध से निकलते हैं जिसे बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है इसलिए एक आईपी केंद्र स्थापित करने के लिए और विश्वविद्यालय एक उद्यमशील विश्वविद्यालय बन एक शर्त और रहा है कि राज्य को एक उद्यमी राज्य के रूप में अपने कार्य को देखना चाहिए और राज्य को एक साथ आने वाली विभिन्न चीजों की सुविधा देनी चाहिए अमेरिका एक उद्यमी का एक क्लासिक मामला है राज्य को विभिन्न तकनीकों की सुविधा प्रदान करना और इन तकनीकों को फैलाने में मदद करना इसलिए जब वे अधिनियम के साथ आए तो उन्होंने विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी को उद्योग द्वारा अलग थलग कर दिया इसलिए यदि विश्वविद्यालय अनुसंधान में संलग्न है और अनुसंधान और अनुसंधान के उत्पादों को आईपी द्वारा संरक्षित किया जा सकता है तो विश्वविद्यालय को एक आईपी केंद्र की आवश्यकता होती है आईपी केंद्र की भूमिका यह है कि यह उद्योग के साथ साझेदारी करता है आईपी केंद्र एक नोडल बिंदु बन जाता है जहां विश्वविद्यालय उद्योग के साथ साझेदारी कर सकता है और यह दो तरीकों से काम करता है एक यह विश्वविद्यालय को आकर्षित करता है या जिसे हम पुल तंत्र कहते हैं जिसके द्वारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहता है और विश्वविद्यालय के साथ काम करता है यह पुश तंत्र के माध्यम से भी कार्य करता है जहां विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योग के खिलाड़ियों से संपर्क करता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे उस कार्य में रुचि लेंगे या नहीं इसलिए जब भी कोई पैटर्न इस फ़ाइल को उद्योग द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक तकनीक के बारे में सूचित किया जाता है तो यह एक धक्का तंत्र का एक उदाहरण है एक पैटर्न दायर किया गया है और पैटर्न को लाइसेंस शर्तों और पुल के लिए विश्वविद्यालय को पेश किया जाता है तंत्र तब होता है जब विश्वविद्यालय के पास एक विशेष केंद्र करने के लिए एक विशेष केंद्र होता है या प्रौद्योगिकी के एक विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाता है फिर यह स्वचालित रूप से उद्योग के खिलाड़ियों को आकर्षित करने और विश्वविद्यालय के साथ टीम बनाने के लिए आकर्षित करता है इसलिए इससे पहले कि आईपी केंद्र तस्वीर में परामर्श के माध्यम से आया था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 यह अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन से भी हो सकता है जो विश्वविद्यालय से बाहर आया है इसलिए आईपी केंद्र की भूमिका काफी हद तक बौद्धिक संपदा बौद्धिक संपदा के प्रबंधन को कवर करती है जो विश्वविद्यालय से निकलती है जिसे हम अकादमिक द्वारा आईपी कहते हैं इस प्रबंध आईपी में कई कार्य शामिल हैं उदाहरण के लिए आपको आईपी की पहचान करने की आवश्यकता है वे शोध थीसिस में बौद्धिक संपदा हो सकते हैं वे किसी विश्वविद्यालय में किसी परियोजना में हो सकते हैं यहां तक कि प्रकाशित होने वाले कागजात में भी संभावित आईपी हो सकते हैं इसलिए पहचान कुछ ऐसी है जिसे आईपी केंद्र को करने की आवश्यकता है तो आईपी केंद्र को आईपी स्क्रीन करने की जरूरत है बौद्धिक संपदा को देखें इसके लिए किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है क्या इसे संरक्षित किया जा सकता है इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है फिर स्क्रीनिंग के बाद इसे आईपी की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है ताकि आईपी केंद्र को तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता से संपर्क करने और पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो और आखिरकार आईपी केंद्र को भी इसकी आवश्यकता हो आईपी को बनाए रखने के लिए जब एक बार आईपी पंजीकृत हो जाता है और इसे प्रदान कर दिया जाता है तो यह नवीकरण के लिए आता है वहाँ वे इसके साथ प्रवर्तन मुद्दों और लाइसेंस और प्रौद्योगिकी के मुद्दों के हस्तांतरण के रूप में अच्छी तरह से हो सकता है अब इनक्यूबेटिंग स्टार्टअप भी एक ऐसा कार्य है जो विश्वविद्यालय के उद्यमशीलता समारोह से बाहर आ सकता है और हमने देखा कि सिर्फ आईपी केंद्र आईपी केंद्र की स्थापना करके विश्वविद्यालय अब हम उद्योग के साथ और मामलों में बातचीत करेंगे ऐसे मामलों में जहां एक आविष्कार को लाइसेंस प्राप्त करना होता है तो वह आईपी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा ऐसे मामलों में जहां आविष्कार को एक उद्योग के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है बल्कि ऐसे लोगों के समूह हैं जो शायद प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं की एक टीम हैं जो अब अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना चाहते हैं और फिर इसे बाजार ले जाते हैं विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रही हैं विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक समझ में आता है और यदि आप जैव प्रौद्योगिकी में पैटर्न देखते हैं तो हम छोटी फर्मों को नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करते हुए देख रहे हैं और बाद में बड़ी कंपनियों ने उन्हें प्राप्त किया और उत्पाद को बाजार में ले जा रहे हैं इसलिए जहां बड़ा निवेश आता है वह वह बिंदु है जिस पर बड़ी दवा कंपनियाँ आती हैं और एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण या विलय या अधिग्रहण करती हैं इसलिए प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करना उद्योग को प्रौद्योगिकी को लाइसेंस देने की तुलना में अधिक पसंदीदा तरीका हो सकता है इसलिए हाँ कुछ विश्वविद्यालयों में ई कोशिकाएँ हैं जहाँ वे परिषद के उद्यमी हैं ताकि यह एक ऐसी जगह बन सके जहाँ ऐसी गतिविधि शुरू हो सके और परामर्श व्यवसाय के पहलुओं और साथ ही कानूनी पहलुओं से संबंधित हो क्योंकि स्टार्टअप स्थापित करने के लिए व्यवसाय शामिल है लेकिन इसमें काफी कानूनी और अनुपालन और नियामक मुद्दे भी शामिल हैं इसलिए जब कोई विश्वविद्यालय स्टार्टअप शुरू करता है तो वह स्टार्टअप में आईपी का मालिक होता है जो इसे करने का एक तरीका है या विश्वविद्यालय स्टार्टअप में इक्विटी स्टेक स्थापित करने में मदद करता है